आर का उपयोग करते हुए पाठ्यक्रम और एमसीडीएम तकनीकों में आपका स्वागत है इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने विकोर पर अपनी चर्चा शुरू की थी इसलिए हमने विकोर के कुछ परिचयात्मक पहलुओं के बारे में बात की और फिर हमने विकोर मॉडलिंग को लागू करने के लिए आवश्यक कदमों पर अपनी चर्चा शुरू की तो आइए हम पिछले व्याख्यान में चर्चा की गई बातों का एक संक्षिप्त पुनरावलोकन करें जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी कि प्रक्रिया के मामले में विकोर टॉपसिस के समान है और जिस तरह से विकोर और टॉपसिस दोनों को समझौता रैंकिंग पद्धति के रूप में वर्गीकृत किया गया है उन्हें दूरी आधारित पद्धति या संदर्भ आधारित दृष्टिकोण के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है इसलिए हमने इन सभी पहलुओं के बारे में बात की है और फिर हमने इस बारे में भी बात की कि हमने विकोर मॉडलिंग से क्या प्राप्त किया उदाहरण के लिए समझौता रैंकिंग सूची समाधान और फिर वजन स्थिरता अंतराल और यह सब एक रैंकिंग इंडेक्स के माध्यम से जो आदर्श बिंदु के संबंध में निकटता को मापने जैसा है काफी कुछ वैसा ही है जैसा हमने टॉपसिस में किया था जहां हम एक आदर्श बिंदु के संबंध में सबसे अच्छे विकल्प की निकटता की तलाश कर रहे थे और साथ ही सबसे अच्छा विकल्प भी आदर्श विरोधी बिंदु से सबसे दूर होगा तो यह विकोर में भी समान है लेकिन हम केवल आदर्श बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं हमने एलपी मीट्रिक के बारे में भी बात की जिसका उपयोग वास्तव में उन मीट्रिक को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जो वास्तव में विकोर में उपयोग किए जाते हैं इसलिए हमने एसके और आरके के बारे में बात की और हमने इस बारे में भी बात की कि इन उपायों को आखिर में अंतिम मीट्रिक क्यूके में सीमा शर्तों के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है इसलिए हमने व्यवहार्य समाधान समझौता समाधान और इसे कैसे निर्धारित किया जाता है इस पर भी चर्चा की तो फिर हमने विकोर के कदमों पर अपनी चर्चा शुरू की इसलिए पहले जैसा कि हमने बात की थी कि सभी मानदंडों के लिए सर्वोत्तम और सबसे खराब f मानों की गणना करने की आवश्यकता है फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और सभी विकल्पों के लिए SK और RK मानों की गणना कर सकते हैं फिर हमने क्यूके मीट्रिक और एक नए पैरामीटर वी की शुरूआत के बारे में बात की जो रणनीति का वजन है इसका विशिष्ट मूल्य 05 है इसलिए हमने बात की कि इन दो सीमा उपायों एसके और आरके के संदर्भ में एक संतुलित दृष्टिकोण कैसे लिया जाता है और यहां एसके और आरके पर आधारित इस भारित योग की गणना कैसे की जाती है तो इसके बारे में भी हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी फिर इन तीन उपायों एस आर और क्यू को क्रमबद्ध किया जा सकता है और हमें तीन रैंकिंग सूचियां मिलेंगी हालांकि हमारा ध्यान मुख्य रूप से क्यू पर है जो रैंकिंग प्राप्त करने के लिए विकोर में मुख्य उपाय है तो विकोर का अंतिम चरण सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर हमने चर्चा शुरू की तो हम एक समझौता समाधान कैसे प्रस्तावित करते हैं इसलिए हमने विकल्प a के बारे में बात की यह माप Q का उपयोग करके रैंक आधारित हो सकता है इसलिए जैसा कि हमने कहा कि हम आमतौर पर इस Q आधारित रैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सबसे पहले हम उस क्रमबद्ध सूची को देखेंगे जो Q मानों के आधार पर तैयार की जाती है और हम पहली रैंक वाला विकल्प प्राप्त करेंगे जो कि a है तो क्यू का न्यूनतम मूल्य वास्तव में पहला स्थान वाला विकल्प है अब इस विकल्प a को स्वीकार करने के लिए समझौता समाधान के रूप में Q पर आधारित पहली रैंक वाला विकल्प दो शर्तों को पूरा करना होगा C1 और C2 तो पिछले व्याख्यान में हम C1 पर चर्चा कर रहे थे जहां C1 के बारे में है यदि Qa - Qa ≥DQ जहां जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी कि a दूसरा है रैंक विकल्प और a प्रथम स्थान वाला विकल्प है तो इस परिदृश्य को एक स्वीकार्य लाभ के रूप में जाना जाता है इसलिए यदि पहले क्रम के विकल्प का दूसरे क्रम के विकल्प की तुलना में अधिक मूल्य है तो हम इसे स्वीकार कर सकते हैं हमारी दूसरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए दूसरी शर्त C2 वैकल्पिक है a को भी S और R मापों का उपयोग करते हुए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाना चाहिए तो एस और आर उपाय वहां भी हम न्यूनतम मूल्य के साथ विकल्प की पहचान करते हैं ताकि क्यू के आधार पर रैंकिंग की तरह पहले स्थान पर विकल्प हो इसलिए हम एस और आर में भी ऐसा कर सकते हैं और हमें जांचना होगा कि वैकल्पिक a जिसे Q के आधार पर पहली रैंक वाला विकल्प पाया गया था क्या यह S और R के लिए समान मामला है इसलिए यदि यह भी संतुष्ट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और a को समझौता समाधान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं आइए C2 के लिए विभिन्न परिदृश्यों के बारे में बात करते हैं तो a वास्तव में एक मतदान परिदृश्य को देखते हुए एक स्थिर समझौता समाधान है तो हमने इस बारे में बात की कि v रणनीति का भार है तो यहां आप अलग अलग परिदृश्य देख सकते हैं जो एक अलग रणनीति के लिए हो सकते हैं तो बहुमत के नियम से मतदान तभी स्वीकार किया जाता है जब v का मान 05 से अधिक हो यदि मतदान सर्वसम्मति से होता है तो v का मान लगभग 05 होना चाहिए यदि 05 से भी कम वोट वोट के साथ स्वीकार किया जाता है तो सबसे अधिक वोट प्रकार के परिदृश्य वाले विकल्प को समझौता समाधान के रूप में लिया जाएगा तो ये तीन परिदृश्य हो सकते हैं और v के विभिन्न मान वास्तव में इन परिदृश्यों को इंगित करेंगे हालाँकि जब हम स्थिर समझौता समाधान कहते हैं तो हम मुख्य रूप से जिस विकल्प की तलाश कर रहे हैं वह यह है कि जो विकल्प सबसे अच्छा विकल्प के रूप में तय किया जाना है वह सिर्फ क्यू में नहीं होना चाहिए यह एस सूची या आर सूची या में भी परिलक्षित होना चाहिए सभी तीन सूचियाँ तो या तो क्यू और एस या क्यू और आर या क्यू एस और आर इसलिए यदि तीनों सूचियों में किसी विशेष विकल्प को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि यह एक स्थिर समझौता समाधान है तो रैंकिंग में यह सबसे अच्छा साबित होता है इसलिए इस परिदृश्य को निर्णय लेने में स्वीकार्य स्थिरता के रूप में जाना जाता है इसलिए तीन अलग अलग उपाय S R और Q हैं और यदि तीनों रैंकिंग सूचियों में प्रस्तावित विकल्प सबसे अच्छा निकलता है तो हम इस स्थिरता को स्वीकार कर सकते हैं तो विकोर पद्धति के दो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रैंकिंग और समझौता समाधान जो हम उत्पन्न करते हैं वह एक लाभ दर के साथ है तो आप देख सकते हैं कि डीक्यू स्वीकार्य लाभ का संकेत है और फिर निर्णय लेने में स्वीकार्य स्थिरता जो कि विकोर का भी हिस्सा है तो प्रस्तावित समाधान वास्तव में इन दो पहलुओं को भी प्रतिबिंबित करेगा तो क्या होता है यदि C1 या C2 में से कोई भी संतुष्ट नहीं है तो हम समझौता समाधान का प्रस्ताव करने के मामले में कैसे आगे बढ़ते हैं यदि आप पिछली दो स्थितियों को देखें जिनके बारे में हमने बात की थी C1 और C2 यह C1 है जो अधिक महत्वपूर्ण है और C2 एक पूरक स्थिति है इसलिए यदि केवल C2 संतुष्ट नहीं है तो आप देख सकते हैं कि विकल्प a a और a को समझौता समाधान के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है इसलिए यह केवल एक समाधान नहीं होगा बल्कि एक समझौता समाधान के रूप में समाधानों का एक सेट प्रस्तावित किया जाएगा तो यह परिदृश्य है यदि केवल C2 संतुष्ट नहीं है जिसका अर्थ है कि स्वीकार्य स्थिरता नहीं है लेकिन कम से कम क्योंकि C1 संतुष्ट है कम से कम a और a को समझौता समाधान के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है लेकिन क्या होगा यदि C1 संतुष्ट नहीं है तो हमें a a से a तक के विकल्पों की तलाश करनी होगी और हम कैसे जानते हैं कि कहां रुकना है हम इसे कैसे निर्धारित करते हैं a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 नतीजतन इन सभी विकल्पों को समाधान के एक सेट के रूप में प्रस्तावित करना समझ में आता है इसलिए ये n विकल्प निकट से स्थित होंगे और इसलिए इन विकल्पों a से a को एक समझौता समाधान के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है तो यह विकोर में अंतिम चरण है तो अंत में हम जो प्राप्त करते हैं वह विकल्पों की रैंकिंग सूची और लाभ दर के साथ समाधान है तो ये विकोर के मुख्य चरण हैं और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह टॉपसिस से कैसे भिन्न है हालाँकि प्रक्रियात्मक चरणों के संदर्भ में इन दोनों तकनीकों में काफी समानता है हालाँकि कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं तो अब हम क्या करेंगे कि हम R स्टूडियो खोलेंगे और इन विकोर चरणों के माध्यम से हमने जो कुछ भी सीखा है हम एक R स्टूडियो अभ्यास में लागू करने का प्रयास करेंगे इसलिए हम जो उदाहरण लेने जा रहे हैं वह वही है जो हमने टॉपसिस में किया था यानी कारों की रैंकिंग तो हमारे पास ये तीन विकल्प हैं और हमारे पास चार मानदंड हैं तो हम वही उदाहरण लेने जा रहे हैं तो चलिए आर स्टूडियो खोलते हैं R में विकोर वास्तव में MCDM पैकेज में लागू किया गया है यही एकमात्र पैकेज है जिसमें विकोर कार्यान्वयन है टॉपसिस जैसा कि हमने बात की के तीन पैकेज थे जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में टॉपसिस के लिए तीन अभ्यासों में देखा था हालाँकि यह केवल एक पैकेज है जो हमारे पास विकोर के लिए है तो इस अभ्यास का लक्ष्य कारों की रैंकिंग है हमारे पास चार मानदंड हैं खरीद मूल्य अर्थव्यवस्था सौंदर्यशास्त्र और बूट क्षमता और फिर हमारे पास तीन विकल्प भी हैं तो टॉपसिस की तरह ही सबसे पहले हमारे पास ये स्कोर और प्रदर्शन तालिका होनी चाहिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं हम इस मैट्रिक्स फ़ंक्शन का उपयोग करने जा रहे हैं और मैट्रिक्स फ़ंक्शन के भीतर पहला तर्क हम दूसरे फ़ंक्शन का उपयोग करके उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि सी है तो हमारे पास इन चार मानदंडों के संबंध में आप देख सकते हैं कि मान वहां दिए गए हैं और यह मैट्रिक्स एक 3x4 मैट्रिक्स होने जा रहा है जहां तीन पंक्तियों की संख्या है जो विकल्पों की संख्या के बराबर है विकल्प पंक्ति की ओर प्रदर्शित होने जा रहे हैं और मानदंड स्तंभ पक्ष पर प्रदर्शित होने जा रहे हैं चूंकि हमारे पास चार मानदंड हैं यह एक 3x4 मैट्रिक्स बन जाता है आइए इस कोड को चलाते हैं आप यहां देख सकते हैं कि मैट्रिक्स उत्पन्न हो गया है और आप यह भी देख सकते हैं कि कॉलम 1 में मान समान श्रेणी में हैं कॉलम 2 मान समान श्रेणी में हैं और इसी तरह कॉलम 3 और कॉलम 4 के लिए हैं इस तरह आप वास्तव में क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका मैट्रिक्स उसी तरह से उत्पन्न हुआ है जैसा आप चाहते थे अब हम विकल्प और मानदंड नामों के बाद पंक्ति के नामों और कॉलम के नामों को भी परिभाषित कर सकते हैं ताकि हम आसानी से पहचान सकें कि कौन सा मान किस मानदंड से जुड़ा है और कौन सा मान कौन से विकल्प से जुडा है तो हम इस मैट्रिक्स को देख सकते हैं और मान कैसे जुड़े हैं अब मानदंड भार के बारे में बात करते हैं सभी मानदंडों का योग भार एक होना चाहिए तो हम यहां देख सकते हैं कि इस संयुक्त फ़ंक्शन सी फ़ंक्शन का उपयोग करके वज़न का विश्लेषण किया जा रहा है यदि आप इन सभी मानों को 035 025 025 015 जोड़ दें तो यह एक हो जाता है तो ये वे वज़न हैं जो दिए जा रहे हैं यदि आप मानों को देखें तो 035 सबसे अधिक भार है चूंकि खरीद मूल्य को सबसे अधिक भार दिया जा रहा है इसलिए निर्णय लेने वाले खरीद मूल्य मानदंड को सर्वोच्च वरीयता देना चाहेंगे इसके बाद अर्थव्यवस्था और सौंदर्य और फिर बूट क्षमता आइए इसे शुरू करते हैं तो यह किया जाता है आइए अब हम इन मूल्यों का नाम भी बदलते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि कौन सा मान किस विशेष मानदंड से जुड़ा है अब हमने प्रदर्शन स्कोर के लिये इक मैट्रिक्स बनाई है और मानदंडों के लिए वजन बनाया गया है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अन्य तकनीकों की तरह यहां भी हमें प्रत्येक मानदंड के लिए वरीयता दिशा निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है अर्थात क्या कोई विशेष मानदंड लाभ या लागत का प्रतिनिधित्व कर रहा है यदि यह लाभ का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो इसे अधिकतम किया जाना है और यदि यह लागत का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो इसे कम से कम किया जाना है तो इसे यहां एक अन्य चर का उपयोग करके इंगित करना होगा तो हम जिस वेरिएबल का उपयोग कर रहे हैं वह क्राइटेरिया मिनमैक्स है यहां से हम संयुक्त फ़ंक्शन सी फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे हैं और प्रत्येक मानदंड के लिए हम इस दिशा को इंगित करने जा रहे हैं तो पहला मिनट है क्योंकि यह खरीद मूल्य है इसलिए हम आदर्श रूप से एक कार की कीमत को कम करना चाहेंगे और इसलिए न्यूनतम दिया गया है यह मानदंड वास्तव में लागत का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसलिए हम इसे कम करना चाहेंगे फिर हमारे पास एक अर्थव्यवस्था है इसलिए यह एक प्रदर्शन पैरामीटर है इसलिए हम इसे अधिकतम करना चाहेंगे इसलिए अर्थव्यवस्था मानदंड के संबंध में अधिकतम संकेत दिया गया है इसी तरह सौंदर्यशास्त्र और बूट क्षमता कार के दो पैरामीटर हैं जिन्हें हम अधिकतम करना चाहेंगे तो चलिए इस वेरिएबल को भी इनिशियलाइज़ करते हैं तो अब आप इसे यहाँ देख सकते हैं अब जैसा कि हमने विकोर मॉडलिंग के लिए कहा था R परिवेश में केवल एक पैकेज है यानी MCDM तो चलिए इस लाइब्रेरी को लोड करते हैं तो यह अब लोड हो गया है हमने अपनी चर्चा में इस बारे में बात की कि यह पैरामीटर v है तो हम अपनी चर्चा पर वापस जाते हैं हमने v और v के लिए अलग अलग परिदृश्यों के बारे में बात की तो यहाँ आप यह कर सकते हैं कि बहुमत के नियम से मतदान के मामले में v का मान आमतौर पर 05 से अधिक होगा सर्वसम्मति से मतदान के मामले में v लगभग 05 या सिर्फ 05 है वोट के साथ तो v का मान 05 से कम होगा अतः यहाँ हम v को 05 मान रहे हैं यह विशिष्ट मूल्य है जिसे हम विकोर में लेते हैं तो हमारे अभ्यास के लिए हम v को 05 के रूप में ले रहे हैं आइए इसे भी प्रारंभ करें क्योंकि इस मान का उपयोग विकोर में संगणनाओं में किया जाएगा तो अब हम अपना विकोर मॉडल बनाने जा रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पुस्तकालय में विकोर फ़ंक्शन उपलब्ध है यदि आप इस विशेष फ़ंक्शन के बारे में अधिक विवरण समझना चाहते हैं तो आप सहायता अनुभाग में जा सकते हैं तो आप सहायता अनुभाग में देख सकते हैं कि विकोर MCDM पैकेज का हिस्सा है यदि हम विकोर के उपयोग को देखें तो चार तर्क हैं पहला निर्णय है फिर भार और फिर cb और फिर v तो निर्णय वास्तव में n मानदंड के लिए m विकल्पों के मूल्यों के साथ निर्णय मैट्रिक्स के अलावा और कुछ नहीं है ताकि हम पहले ही जेनरेट कर लें यानी हमारे पास जो परफॉर्मेंस टेबल है फिर दूसरा तर्क वज़न के बारे में है यह लंबाई n का सदिश है जिसमें मानदंड के लिए भार होता है तो भारों का योग एक होना चाहिए इसलिए हमने पहले ही जाँच कर ली है फिर तीसरा तर्क cb है तो यह वास्तव में लंबाई n का एक सदिश है प्रत्येक घटक या तो cb अधिकतम है यदि i th मानदंड लाभ है या cb min यदि मानदंड एक लागत है तो इस भाग को भी हमने चेक किया है और चौथा तर्क शून्य से एक की सीमा में एक मान है तो यह वी है इसका उपयोग क्यू इंडेक्स की गणना में किया जाता है तो इस प्रकार के विवरण आप हमेशा सहायता अनुभाग में पा सकते हैं एक बार जब इस फ़ंक्शन को कॉल किया जाता है तो कौन से मान वापस किए जाने वाले हैं जिसे आप डेटा फ़्रेम में देख सकते हैं जिसमें S R और Q इंडेक्स का स्कोर होता है तो हम इन तीन उपायों एस आर और क्यू के स्कोर और विकल्पों की रैंकिंग भी प्राप्त करेंगे तो यह वह आउटपुट है जिसका उत्पादन हम करने जा रहे हैं यदि हम इस विशेष फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं तो आइए हम अपने मॉडलिंग पर वापस जाएं पहला तर्क प्रदर्शन तालिका है जैसा कि हमने पहले ही बना लिया है और फिर वज़न फिर मानदंड न्यूनतम और वी तो आइए इसे चलाते हैं तो पहले कॉलम में हमारे पास विकल्प 1 2 और 3 हैं और फिर हमारे पास एस के लिए मान हैं इसलिए वैकल्पिक एक के लिए यह 04 है फिर विकल्प दो के लिए यह 066 है वैकल्पिक तीन के लिए यह 0725 है तो इस विशेष सूची से ऐसा लगता है कि पहला विकल्प सबसे अच्छा है यदि हम R मानों को देखें तो वैकल्पिक एक में 025 वैकल्पिक दो में 035 और फिर वैकल्पिक तीसरे का मान 0346 है हालाँकि यहाँ भी हमारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है यदि हम Q मानों पर चलते हैं जो कि विकोर में प्राथमिक मीट्रिक है तो यह वैकल्पिक एक के लिए 000 है चूंकि यह सबसे कम मूल्य है इसलिए वैकल्पिक विकल्प सबसे अच्छा विकल्प प्रतीत होता है तब वैकल्पिक दो का मान 0899 है और वैकल्पिक तीन के लिए मान 098 है इसलिए यदि हम उन चरणों पर चलते हैं जिनके बारे में हमने अपनी स्लाइड में बात की थी और यदि हम केवल Q मानों द्वारा सूची को देखें तो वैकल्पिक एक सबसे अच्छा है अब आइए पहले पहली शर्त की जाँच करें यदि आप दूसरे सबसे अच्छे विकल्प 0899 और पहले विकल्प 000 के अंतर को देखें तो अंतर 089 है अब DQ मान क्या होगा चूँकि यहाँ विकल्पों की संख्या तीन है इसलिए यदि हम DQ मान की गणना करते हैं तो यह 05 निकलता है आप फिर से सूत्र की जांच कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं तो DQ का सूत्र 1 है चूंकि हमारे पास तीन विकल्प हैं इसलिए यह वास्तव में 05 पर आ जाएगा यदि हम पीछे जाते हैं तो पहले विकल्प और दूसरे विकल्प के बीच का अंतर 05 से अधिक है और यदि हम पहली शर्त C1 को देखें तो हम वास्तव में यही चाहते थे तो पहले और दूसरे विकल्प के बीच यह अंतर DQ के मान से अधिक है तो पहली शर्त संतुष्ट है अगर हम दूसरी शर्त को देखें जो कहती है कि विकल्प a भी कम से कम S या R में सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए और अगर यह दोनों में हो तो और भी बेहतर इसलिए हम यहां आर वैल्यू का उपयोग करके तैयार की गई सूची में और एस वैल्यू का उपयोग करके तैयार की गई सूची में भी देख सकते हैं कि वैकल्पिक विकल्प सबसे अच्छा विकल्प है इसलिए यह स्वीकार्यता शर्त है तो दोनों शर्तें संतुष्ट हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि विकोर मॉडल के अनुसार समझौता समाधान यह पहला विकल्प है अर्थात कोर्सा कार तो हम वास्तव में R वातावरण में विकोर के लिए अपना मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं इसलिए जैसा कि आपने यहां इस विकोर फ़ंक्शन का उपयोग करते हुए देखा है हमें इन चार तर्कों को इन अंकों की आवश्यकता है और फिर मानदंड के लिए भार और फिर उन मानदंडों के लिए वरीयता दिशा और फिर पैरामीटर v का मान होना चाहिए तो इसके साथ हम करेंगे इन तीन मापों S R और Q के लिए मान प्राप्त करें और इन परिणामों के परिणामों का विश्लेषण करके हम यह पता लगा सकते हैं कि C1 और C2 की शर्तें संतुष्ट हैं या नहीं और फिर हम अपने समझौता समाधान की पुष्टि कर सकते हैं अब हम अपनी चर्चा पर वापस जाते हैं ताकि हम विकोर के बारे में कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे विकोर के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जिनकी हम यहां चर्चा कर सकते हैं वह यह है कि रैंकिंग को मानदंड भार के विभिन्न मूल्यों के साथ किया जा सकता है इसलिए जैसा कि आपने फंक्शन में देखा है कि फंक्शन में क्राइटेरिया वेट को एक तर्क के रूप में लिया जा रहा है इसलिए हम हमेशा मानदंड भार बदल सकते हैं और फिर से मॉडलिंग कर सकते हैं और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं इसलिए प्रस्तावित समझौता समाधान पर मानदंड भार के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए आर पर्यावरण में भी यह आसान है यह उस संवेदनशीलता विश्लेषण के समान है जिसके बारे में हमने बात की थी एक प्राप्त समझौता समाधान की वरीयता स्थिरता एक समान बिंदु है कि हम मानदंड भार बदल सकते हैं और उन भारों के अंतराल को देख सकते हैं जहां समझौता समाधान नहीं बदला जा रहा है तो यह विकोर का एक पहलू है अब यह विशेष तकनीक कब उपयोगी होगी इसलिए विकोर न केवल रैंकिंग सूची या सर्वोत्तम विकल्प तैयार करता है बल्कि यह हमें लाभ दर भी देता है तो यह इसका एक पहलू है जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं हालांकि अगर निर्णय लेने वाला निर्णय समस्या की शुरुआत में उनकी पसंद को नहीं जानता है या नहीं जानता है तो शायद उस अर्थ में विकोर मदद कर सकता है तो यह वह पहलू है जिसे आप जानते हैं जहां विकोर उपयोगी हो सकता है अब यदि हम विकोर के माध्यम से प्राप्त परिणामों को देखें तो परिणामी रैंकिंग सूचकांक सभी मानदंडों का एक समूह है याद रखें कि गणितीय रूप से SK का माप कैसे तैयार किया जाता है इसलिए यदि आप इसे याद करते हैं और फिर QK और फिर RK को याद करते हैं तो आपको यह विचार आएगा कि यह सभी मानदंडों का एक समूह है जो अब तक चर्चा की गई अन्य तकनीकों के समान है फिर अगला बिंदु मानदंड का सापेक्ष महत्व है तो वह भी इसका हिस्सा है जैसा कि हमने चरणों में देखा है अगला बिंदु कुल और व्यक्तिगत संतुष्टि के बीच संतुलन है इसलिए क्यूके माप में जैसा कि हमने बात की हमने देखा कि अधिकतम समूह उपयोगिता और न्यूनतम व्यक्तिगत संतुष्टि के बीच संतुलन को क्यूके स्कोर को गणितीय रूप से तैयार करने के तरीके में शामिल किया गया था बहुमत की अधिकतम समूह उपयोगिता न्यूनतम एस द्वारा प्रतिनिधित्व और प्रतिद्वंद्वी के व्यक्तिगत अफसोस न्यूनतम आर द्वारा प्रतिनिधित्व का न्यूनतम तो इन दोनों के बीच संतुलन भी इस विकोर मॉडलिंग और हमारे द्वारा उत्पादित परिणामी सूचकांक का हिस्सा है फिर अगर हम विकोर को अधिक अवधारणात्मक रूप से देखेंगे तो इसे एक प्रतियोगिता के रूप में माना जा सकता है जहां किसी विकल्प का समावेश या बहिष्करण विकल्पों के एक नए सेट की रैंकिंग को प्रभावित कर सकता है क्योंकि यह प्रक्रिया को लागू करने का तरीका है कि सभी विकल्पों की तुलना आदर्श समाधान से की जा रही है और जिस तरह से संपूर्ण दृष्टिकोण लिया जाता है उस अर्थ में यह रैंकिंग एक प्रतियोगिता की तरह है और यदि आप एक के संदर्भ में एक नए उम्मीदवार का परिचय देते हैं नया विकल्प निश्चित रूप से यह अंतिम परिणाम को प्रभावित करने वाला है अब प्रक्रिया के संदर्भ में समानता और जिस तरह से उन्हें वर्गीकृत किया गया है हमें दो तकनीकों विकोर और टॉपसिस को समझने और तुलना करने की आवश्यकता है इसलिए अगर हम समग्र दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं तो यह दोनों तकनीकों के लिए प्रक्रियाओं का हिस्सा है तो एग्रीगेटिंग फंक्शन समान है और यह एलपी मीट्रिक पर आधारित है लेकिन विभिन्न रूपों में है इसलिए यदि हम विकोर को देखें तो यह L1 और L∞ पर आधारित है हालाँकि अगर हम टॉपसिस को देखें तो यह L2 पर आधारित है इसलिए यदि आपको याद है कि टॉपसिस में हमने यूक्लिडियन दूरी सूत्र का भी उपयोग किया था और जिस तरह से अंतिम निकटता अनुपात को औपचारिक रूप दिया गया था तो वह वास्तव में L2 के समान है इसलिए इन दो तकनीकों में एकत्रीकरण समारोह के विभिन्न रूपों एलपी मीट्रिक का उपयोग किया गया था अगला बिंदु यह है कि मानदंड की इकाइयों को खत्म करने के लिए विभिन्न प्रकार के सामान्यीकरण किए जाते हैं तो विकोर वास्तव में एक रैखिक सामान्यीकरण का उपयोग करता है तो रैखिक सामान्यीकरण का क्या फायदा है लाभ यह है कि हमें जो सामान्यीकृत मान प्राप्त होता है वह मानदंड की मूल्यांकन इकाई पर निर्भर नहीं करता है हालाँकि अगर हम टॉपसिस को देखें तो यह आमतौर पर वेक्टर सामान्यीकरण होता है तो एक मानदंड की विभिन्न मूल्यांकन इकाइयों के लिए सामान्यीकृत मूल्य भिन्न हो सकता है तो इन दो तकनीकों में सामान्यीकरण दृष्टिकोण अलग है यदि हम उस दूरी की गणना को देखते हैं जो वहां है तो हमने एलपी मीट्रिक के बारे में बात की जिस तरह से इसे तैयार किया गया है यह वैकल्पिक और आदर्श समाधान के बीच की दूरी के प्रतिनिधित्व की तरह है तो इन दो तकनीकों में वास्तव में दूरी की गणना कैसे की जाती है आइए इस पर चर्चा करते हैं तो विकोर समाधान आदर्श समाधान की निकटता पर आधारित है हालाँकि अगर हम टॉपसिस को देखें तो यह आदर्श समाधान से सबसे कम दूरी और नकारात्मक आदर्श समाधान से सबसे दूर की दूरी पर आधारित है इसलिए दो दूरियों को टॉपसिस में शामिल किया गया है जबकि हम केवल एक प्रकार की दूरी पर विकोर पर ध्यान केंद्रित करते हैं टॉपसिस के साथ एक और मुद्दा यह हो सकता है कि वह इन दो दूरियों के सापेक्ष महत्व पर विचार नहीं करता है तो कैसे आदर्श समाधान से दूरी और कैसे आदर्श विरोधी समाधान से दूरी कैसे उस सापेक्ष महत्व को निर्धारित किया जाता है तो यह वास्तव में टॉपसिस समाधान में एक मुद्दा है यदि हम इन दो तकनीकों से प्राप्त समाधान को देखें तो विकोर में हमें उच्चतम रैंक वाला विकल्प मिलता है जो आदर्श समाधान के सबसे करीब होता है हालाँकि टॉपसिस में हमें सर्वोच्च रैंक का विकल्प मिलता है जो रैंकिंग इंडेक्स में सबसे अच्छा है इसलिए क्योंकि दो दूरियां समाधान का हिस्सा हैं जिस तरह से यह समाधान टॉपसिस में उत्पन्न होता है यह गारंटी नहीं है कि टॉपसिस में रैंकिंग सूचकांक के अनुसार हमें जो सबसे अच्छा विकल्प मिलता है वह हमेशा आदर्श समाधान के सबसे करीब होता है तो यह वहाँ पर एक अंतर है तो इसके साथ हम विकोर पर अपनी चर्चा पूरी करते हैं और अगले व्याख्यान में हम एक और एमसीडीएम तकनीक पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे